तो इसलिए हमने उस लाइन से लाइन वोल्टेज को देखा है Y तरफ लाइन से लाइन वोल्टेज ∆ साइड को कोण 300 से लीड करता है हम धीरे धीरे पर यूनिट पर आएंगे अब इस बात को आपको थोड़ा थोड़ा समझना होगा कि हम क्या करेंगे Y कनेक्शन को लेते है Y का अर्थ है Y कनेक्शन हाइ वोल्टेज साइड है अक्षर H द्वारा दिखाया गया है फिर देखो क्योंकि A B C थ्री फेज क्यों हैं वहाँ तो AB BC CA कई बार हमें इसके बजाय उन चीजों का उच्चारण करना पड़ता है हम शुरुआत में भी यह बता रहे हैं कि मैंने कहा Y साइड हमेशा हाइ वोल्टेज साइड होनी चाहिए तो Y कनेक्शन कैपिटल 'H' अक्षर द्वारा दिखाया गया हाइ वोल्टेज साइड है हाइ वोल्टेज के साथ स्टैंड के लिए H हम हाइ वोल्टेज के लिए H को लेंगे ∆ कनेक्शन लो वोल्टेज साइड 'X' द्वारा दर्शाया गया है क्या यह 'X' पर विचार करेगा बाद में हम उस पर आएंगे तो स्टार साइड हाई वोल्टेज साइड हम H लेंगे लेकिन लो वोल्टेज साइड हम X लेंगे लेकिन L नहीं क्योंकि L लाइन के लिए स्टैंड करेगा तो ∆ कनेक्शन लो वोल्टेज साइड को X द्वारा दिखाया जाएगा इसका मतलब है कि आपका Y साइड वह हाइ वोल्टेज साइड को हम H और ∆ साइड लो वोल्टेज साइड हम X द्वारा उनको रिप्रेसेंट करते हैं और सबस्क्रिप्ट 'L' कैपिटल 'L' लाइन के लिए होगा 'L' स्टैंड कैपिटल L केवल इस उद्देश्य के लिए लाइन के लिए होगा और 'P' कैपिटल P फेस क्वान्टिटी के लिए केवल फेस क्वान्टिटी के लिए पावर के लिए नहीं पावर फेस वोल्टेज फेस करेंट के लिए नहीं क्योंकि यह केवल इस ट्रांसफार्मर के लिए है P फेस क्वान्टिटी विशेष रूप से वोल्टेज के लिए स्टैंड करता है N1 हाई वोल्टेज वाइंडिंग के एक फेस पर टर्न की संख्या है इसका मतलब है बाद में इसका मतलब देखेंगे कि यह भाग यह भाग यह भाग या टर्न की संख्या N1 है और ∆ साइड यह फेस प्रत्येक फेस में टर्न की संख्या N2 है इसलिए हाइ वोल्टेज वाइंडिंग के एक फेस पर टर्न की संख्या N1 हम हाइ वोल्टेज कहते हैं AB के बजाय हम कहते हैं कि AN BN CN हम हाइ वोल्टेज हाइ वोल्टेज साइड का कारण बनेंगे और N2 लो वोल्टेज वाइंडिंग के एक फेस पर टर्न की संख्या है तो यह टर्न की संख्या का मतलब है कि यह या तो A से N वाइन्डिंग या B से N या C से N में बदल जाता है और ∆ साइड के लिए यह AB BC या CA है तो N1 हाइ वोल्टेज वाइंडिंग के एक फेस पर टर्न की संख्या है और N2 लो वोल्टेज वाइंडिंग के एक फेस पर टर्न की संख्या के बराबर है तो NH या NX के बजाय हम N1 और N2 बना रहे हैं अब यहाँ थोड़ा आपको समझना होगा अब ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशिओ 'a' के बराबर है जो कि आप जानते हैं N1N2 है तो यह हाइ वोल्टेज भागित लो वोल्टेज साइड N1N2 है इसके बराबर है यह बराबर है यह हाइ वोल्टेज साइड फेस वोल्टेज भागित लो वोल्टेज साइड फेस वोल्टेज द्वारा है यह 'H' मैंने आपको बताया कि H हाइ वोल्टेज के लिए स्टैंड है और P का मतलब फेस के लिए है हाइ VHP का मतलब है VHP हाइ वोल्टेज साइड फेस वोल्टेज और X लो वोल्टेज साइड है और P फेस VXP लो वोल्टेज साइड फेस वोल्टेज है तो इसका मतलब है कि यह a आपके हाइ वोल्टेज साइड फेस वोल्टेज के बराबर है यदि आप इसे किसी भी फेस के लिए लेते हैं तो यह VAn होगा और लो वोल्टेज आपके लो वोल्टेज साइड ∆ साइड यह लाइन और फेज वोल्टेज समान है यह या तो VAB या VBC या VCA होगा इसलिए हम इसे लिखने के बजाय हाइ वोल्टेज साइड फेस वोल्टेज लिख रहे हैं इसका मतलब है कि यह A से N या B से N या C से N होगा और यह लो वोल्टेज साइड फेस वोल्टेज है यह VAB या VBC या VCA होगा जो उस रेशिओ N1N2 को रेफर करता है वह VHPVXP है मुझे उम्मीद है कि आप इस को समझ गए होंगे लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज मेग्नीट्यूड के बीच का संबंध V हाइ वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज √3 गुना V हाइ वोल्टेज साइड फेज वोल्टेज है मेरा मतलब है कि अगर यह आपका हाइ वोल्टेज Y साइड है तो उदाहरण के लिए यह हाइ वोल्टेज है एक उदाहरण आपका VAB के बराबर है आप VAn का √3 गुना ले सकते हैं क्योंकि वे बेलेंस्ड हैं मेग्नीट्यूड के अनुसार मैं ले रहा हूं या √3VBn या √3VCn तो सामान्य रूप से इस तरह से बताने के बजाय हम V हाइ वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज बता रहे हैं इसका मतलब है कि Y साइड पर VAB या VBC या VCA है तो H हाइ के लिए एवं L लाइन के लिए स्टैंड करता है तो V हाइ वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज √3 गुना V हाइ वोल्टेज साइड फेज वोल्टेज इसका मतलब है कि यह मामला अगर आप Y साइड लेते हैं तो मेरा मतलब है VAB√𝟑VAn या √3VBn या √3VCn है क्योंकि यह केवल बेलेंस्ड मेग्नीट्यूड और बेलेंस्ड है इसी तरह लो वोल्टेज साइड के लिए X का मतलब लो वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज होता है जो लो वोल्टेज साइड फेज वोल्टेज के बराबर होता है क्योंकि यह एक ∆ है यह आपका साइड यह आपका लो वोल्टेज साइड है तो यह ∆ कनेक्शन है इसलिए लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दोनों समान हैं यही कारण है कि हम इसे VXL के रूप में बना रहे हैं V लो वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज V के बराबर है X का मतलब लो वोल्टेज साइड फेस वोल्टेज है मुझे लगता है कि इसके तहत आपको यह अब स्पष्ट है इसलिए Y ∆ ट्रांस्फोर्मर के लिए लाइन वोल्टेज मेग्नीट्यूड का अनुपात VHLVXL है VHLVXL 3 VHPVXP 3 a ठीक है और aN1N2 यह 3N1N2 के बराबर है मैं N1N23 लिख रहा हूं बाद में हम देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है तो VHLVXL मूल रूप से 3N1N2 के बराबर है यह हाइ वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज भागित हाइ वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज का अनुपात भागित लो वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज के अनुपात के बराबर है जो वास्तव में 3N1N2 है इसके बाद यहाँ मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि बाद मे हम मूल रूप से आपके Y ∆ या ∆ Y बैंकों के साथ काम करेंगे मेरा मतलब है कि Y ∆ या ∆ Y बेंक ∆ कनेक्शन को इक्वीवेलेंट Y कनेक्शन के द्वारा बदलना सुविधाजनक है बाद में हम यह देखेंगे कि जब Y ∆ ट्रांसफोर्मर या ∆ Y ट्रांसफोर्मर है तब ∆ आपके द्वारा इक्वीवेलेंट कनेक्शन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जिसे आप Y कनेक्शन कहते हैं और फिर हम केवल एक फेस के साथ काम करेंगे चूंकि बेलेन्स ऑपरेशन के लिए Y न्यूट्रल और ∆ कनेक्शन के इक्वीवेलेंट Y का न्यूट्रल समान पोटैन्श्यल पर हैं तो उन्हें एक न्यूट्रल कंडक्टर द्वारा दर्शाए गए एक साथ जोड़ा जा सकता है इसलिए जब हम जब हम परिवर्तित कर रहे हैं क्योंकि यह एक बेलेंस्ड सिस्टम है इसलिए जब हम ∆ को इक्वीवेलेंट Y में बदल रहे हैं तो कि आपके ∆ का इक्वीवेलेंट न्यूट्रल पॉइंट जो की ∆ कनेक्शन से इक्वीवेलेंट Y कनेक्शन मे कन्वर्ट किया गया है के बराबर है और यह कि स्टार का न्यूट्रल बिंदु वे इक्वीपोटैन्श्यल पर हैं तो वे आपके हो सकते हैं वे रिप्रेसेंट कर सकते हैं वे एक साथ जुड़े हो सकते हैं जैसे कि न्यूट्रल कंडक्टर द्वारा रिप्रेसेंट किया जाता है इस तरह कि उन्हें सिंगल लाइन डाइग्राम द्वारा दर्शाया जा सकता है बाद में हम उस को देखेंगे तो अब अब तक हमने वाइंडिंग के बिना स्केमेटिक डाइग्राम दिखाया है अब यह पहली बार के लिए आप Y Y Y Y कनेक्शन पर विचार करते हैं तो Y Y का स्केमेटिक रिप्रेसेंटेशन हम पहले ही देख चुके हैं अब हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे Y Y कनेक्शन को फिगर 4 और 4 में दिखाया गया है मैं 3 फेस Y Y ट्रान्स्फ़ोर्मर के सिंगल फेस इक्वीवेलेंट पर आता हूँ और फिगर 4 सिंगल लाइन डाइग्राम दिखाता है अब जैसे कि यह Y Y है क्योंकि यह Y Y है तो यह आपका A B C है यह न्यूट्रल N है यह N पहले डाइग्राम में है किसी एक में बहुत पहले कहीं मैंने दिखाया लेकिन यहां यह है तो यहाँ यह न्यूट्रल यहाँ यह न्यूट्रल है तो हर जगह पोलरिटी को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के रूप में चिह्नित किया गया है तो यह वोल्ट यह VAn है यह VBn और यह VCn और करेंट यह IA है यह आपका IB है और यह IC है और यह आपका Y Y कनेक्शन केवल Y Y है और यह साइड यह आपके दूसरे साइड का भी है साथ ही यह करेंट इस सेकंडरी साइड का है इसलिए करेंट बाहर जा रहा है इसलिए यह Ic यह Ia है यह Ib है यह फेस 'c' फेस 'a' और फेस 'b' है और जैसा कि यह एक बेलेंस्ड सिस्टम है तो यह केवल एक सिंगल फेस द्वारा दर्शाया जा सकता है सिंगल केवल फेस 'a' तैयार किया गया है तो यह प्लस माइनस है यह पोलरिटी है भले ही मैं पोलरिटी का उल्लेख नहीं करता हूं लेकिन अगर एरो यहां है तो इसका मतलब यह पॉज़िटिव है और अगर कुछ भी नहीं है तो नीचे एरो नहीं रहेगा इसलिए यह नेगेटिव है जब भी एरो टिप दिखा रहा है इसका मतलब यह पॉज़िटिव है भले ही मैं कहीं भी बताना चूक गया लेकिन अगर एरो वहाँ है तो इसका मतलब है कि यह एक पॉज़िटिव है तो यह करेंट IA है और यह प्राइमरी है जो कि आपका प्राइमरी साइड है और यह है कि Ia स्माल 'a' है आपका सबस्क्रिप्ट स्माल 'a' है और यह यह VAn यह VAn है यह A है यह VAN है यह A VAN इसलिए A कैपिटल n है और यह Van स्माल n है यह आपका Van है Van यह स्माल 'an' और समकक्ष Y साइड के रूप में यहाँ दिखाया गया है लेकिन यहाँ यह नहीं दिखाया गया है लेकिन Y साइड को हमेशा ग्राउंड किया जाता है कि यह Y Y है और यह Y Y ट्रांसफार्मर इक्वीवेलेंट सर्किट रिप्रेसेंटेशन है यह एक सिंगल लाइन डाइग्राम ट्रांसफार्मर Y Y है लेकिन बाद में जब आप लोड फ्लो स्टडीस का अध्ययन करते हैं तो हम बहुत कुछ देखेंगे लेकिन यहां चुंबकिंग घटक को इस रिप्रेसेंटेशन के लिए नेगलेक्ट किया जाएगा तो पहला Y Y ट्रांसफार्मर का स्केमेटिक रिप्रेसेंटेशन है यह सिंगल फेस इक्वीवेलेंट है और यह ट्रांसफार्मर की सिंगल लाइन डाइग्राम है अब Y ∆ पर आएंगे अब यह Y ∆ है यहाँ यह साइड Y साइड है इसलिए हम हाइ वोल्टेज या लो वोल्टेज के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं अब लेकिन यह साइड हमेशा हाइ वोल्टेज होता है यह साइड हमेशा लो वोल्टेज होता है इसलिए प्रत्येक फेस के लिए टर्न की संख्या यहाँ N1 यहाँ भी N1 N1 है लेकिन एक फेस N1 दिखा रहा है और यह साइड ∆ साइड N2 N2 N2 यहाँ यह N2 कह रहा है और यह Y -साइड पहले की ही तरह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है इसलिए यह लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज VAn है फेस VBn के लिए यह VCn है और इसी तरह ∆ साइड के लिए यह a b c है और यह इक्वीवेलेंट Y है मैं बाद में इस पर आऊंगा और आपका टर्न प्रति फेस N1 है यहाँ भी लाइन और फेस वोल्टेज एक ही है इसलिए यह N2 है अभी हमने जो चर्चा की है V high voltage side line VoltageV low voltage side line Voltage 3N1N2 अभी हमने देखा है यहां कोई समीकरण संख्या नहीं दी गई है इसका मतलब है कि V हाइ वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज V हाइ वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज देखें यहां मैं इसे VAn के √𝟑 गुना के इक्वीवेलेंट कहता हूं किसी भी लाइन वोल्टेज VAn फेस वोल्टेज AN VAn फेस वोल्टेज है तो हाइ वोल्टेज साइड Y साइड है यह Y साइड है इसलिए VAn √𝟑 VAn और V लो वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज √𝟑 VAn इसका मतलब है कि यह VAn वास्तव में Y के इक्वीवेलेंट है हम यह मान रहे हैं कि यह ∆ इसे एक इक्वीवेलेंट Y बनाया जा सकता है जिसके बावजूद यह वास्तव में यह Y मेथमेटिकल रिप्रेसेंटेशन के लिए नहीं है यह इक्वीवेलेंट Y है और न्यूट्रल उपलब्ध है एक न्यूट्रल उपलब्ध है इसका मतलब है कि ∆ मामले के लिए यदि यह इक्वीवेलेंट Y उपलब्ध है तो V आपका X लो वोल्टेज साइड के लिए है तो लो वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज यानि कि Vab Vbc या Vca इनमे से कोई भी वैसे भी √𝟑 गुना VAn के बराबर होता है जो की इक्वीवेलेंट Y है जो कि आपके लाइन से न्यूट्रल जो कि फेज वोल्टेज है तो यह एक आप इसलिए लिख सकते हैं VHLVXL इसका मतलब है कि VHLVXL 3VAn3Van यानि V कैपिटल An भागित √𝟑 V स्माल an यह है इसका मतलब है कि 𝑽𝑨n Y साइड का फेज वोल्टेज है और यह Van है कि यह आपका इक्वीवेलेंट ∆ इसे इक्वीवेलेंट Y मे परिवर्तित किया गया है जो की इक्वीवेलेंट Y का फेस वोल्टेज है V स्माल an V स्माल an √𝟑 √𝟑 कैन्सल हो जाएगा जो की VAnVan के बराबर है यह आप बहुत समझ चुके हैं इसलिए यह VHLVXL VHLVXLVAnVan इसका मतलब है कि यह Van VAnVan3N1N2 इसका मतलब है कि यह N1 से विभाजित फिर से हम लिख रहे हैं N23 है VAn Van N1 N23 मैं आपके लिए यहाँ फिर से ड्रा कर रहा हूँ बस यह एक यह एक देखें यह आपका बिंदु यह 'a' है यह 'a' यह आपका 'b' है और यह 'c' एक इक्वीवेलेंट Y इसके समान है यह जैसा है इस तरह इक्वीवेलेंट और यह न्यूट्रल है यह न्यूट्रल है और इसका मतलब है इसके टर्न्स N2 है यह प्रत्येक फेस में 𝑵𝟐 है लेकिन जैसा कि हमने VAn भागित V N23 लिया है जैसे कि इक्वीवेलेंट Y वास्तव में मैं इसे यहाँ बना रहा हूँ ये वास्तव में Y के इक्वीवेलेंट टर्न्स हैं यह N23 हो गया है तो यह ऐसा है जैसे कि Y कनेक्शन में परिवर्तित होने के बाद 𝑵𝟐 के बजाय N23 हो गया है ऐसा क्यों है इस कारण से यह VAn भागित N1 N23 को लिखने के बजाय स्टार साइड की तरफ लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज का अनुपात भागित लाइन से न्यूट्रल का इक्वीवेलेंट Y के लिए लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज ∆ साइड N1 N23 के बराबर है आशा है कि आप यह समझ गए होंगे नहीं अगर आप समझ गए हैं तो यह चीजें ठीक हैं मैंने आपको बताने के लिए इन सभी चीजों की कोशिश की है मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे H और X सभी का अर्थ इसे बनाया गया है और यह आपको वास्तव में इसे समझने में मदद करेगा इसी तरह ∆ Y के लिए भी अर्थ वही है इसे आपके लिए नहीं कर रहे है लेकिन अर्थ समान है जैसे की यह इक्वीवेलेंट Y है जो प्रत्येक फेस में टर्न की संख्या N23 हो गई है वास्तविकता मे यह वहाँ नहीं है लेकिन गणितीय दृष्टिकोण से यह है कि अर्थ इस की तरह है तो इसका मतलब है कि फिगर 5 अब यह है कि यह ∆ साइड है यदि आप Y द्वारा रीप्लेस करते हैं तो यह इस तरह है इसलिए यहां मैंने लिखा है कि फिगर 5 से पता चलता है कि ∆ साइड को एक इक्वीवेलेंट Y कनेक्शन द्वारा सब्स्टीट्यूट किया जाना है अब फिगर 6 Y ∆ ट्रांसफार्मर का सिंगल फेस इक्वीवेलेंट दिखाता है और फिगर 7 सिंगल लाइन डाइग्राम दिखाता है अब जैसे कि यह Y है यह भी है कि हम सिंगल लाइन डाइग्राम के इक्वीवेलेंट Y ले रहे हैं लेकिन ∆ नहीं यही कारण है कि इस तरफ एक AN है कैपिटल 'An' प्लस माइनस यह VAn है Ia यह साइड टर्न N है लेकिन यह साइड N23 है और Ia क्योंकि यह है यह इक्वीवेलेंट Y लिया जाता है इक्वीवेलेंट Y लिया जाता है और यह साइड V स्माल 'an' है और यह आपका सिंगल फेस इक्वीवेलेंट समकक्ष Y ∆ ट्रांसफार्मर डाइग्राम है और यह आपकी सिंगल लाइन डाइग्राम Y को हमेशा ग्राउंड किया जाता है वहां दिखाया नहीं गया है लेकिन आपको यह दिखाना होगा कि Y हमेशा ग्राउंडेड है और यह ∆ यह Y ∆ ट्रांसफार्मर का सिंगल लाइन डाइग्राम है मुझे उम्मीद है कि आप इस को समझ गए होंगे तो जैसा कि और एक बार फिर से जैसे कि यह ∆ का इक्वीवेलेंट Y है यह N23 है लेकिन N नहीं है यह N23 होगा इसके बाद अब हम प्रति यूनिट सिस्टम पर आएँगे इसलिए इन सभी चीजों को बनाने के बाद अब प्रति यूनिट सिस्टम आसान हो जाएगा तो पावर सिस्टम क्वान्टिटी क्योंकि आपके पास मुख्य रूप से चार क्वान्टिटी हैं करेंट वोल्टेज इम्पीडेंसऔर पावर ये चार क्वान्टिटी हैं तो विद्युत प्रणाली जैसे करेंट वोल्टेज इम्पीडेंस और पावर आमतौर पर पर यूनिट वैल्यू में व्यक्त की जाती हैं उदाहरण के लिए मान लें कि बेस वोल्टेज 220 kV है मान लीजिए कि कोई भी लाइन किसी भी लाइन को मान लीजिए आपके पास 220 kV ट्रांसमिशन लाइन है जो बेस वोल्टेज है मान लीजिए कि आप ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को माप रहे हैं यह एक लाइन से लाइन वोल्टेज है मान लीजिए यह 210 kV है इसलिए प्रति यूनिट में यह 210220 होगा जो 0954 pu के बराबर है यह एक डाइमैन्शनलेस क्वान्टिटी हो जाएगी इसलिए प्रति यूनिट का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह ठीक से निर्दिष्ट कर रहा है कि बेस क्वान्टिटी को ठीक से निर्दिष्ट करके ट्रांसफार्मर के इक्वीवेलेंट सर्किट को सरल बनाया जा सकता है यदि आप उचित बेस क्वान्टिटी चुनते हैं जो प्रति यूनिट मूल्यों में व्यक्त करते हैं तो ट्रांसफार्मर का इक्वीवेलेंट इम्पीडेंस जो प्राइमरी या सेकंडरी के लिए संदर्भित है समान है यह हम बाद में देखेंगे हम इसे साबित करेंगे उस इक्वीवेलेंट जब आप प्रति यूनिट में सब कुछ परिवर्तित करते हैं जो प्राइमरी या सेकंडरी के लिए संदर्भ में समान इम्पीडेंस होती है तो यह वही रहेगा यह एक और यह बड़ा फायदा है प्रति यूनिट प्रणाली का एक और लाभ यह है कि विभिन्न प्रकार और रेटिंग्स के विभिन्न इलैक्ट्रिकल क्वान्टिटी की केरेक्टरिस्टिक की तुलना है और उनकी रेटिंग के आधार पर प्रति यूनिट बेस में अपने इम्पीडेंस को व्यक्त करके रेटिंग को सुगम बनाया गया है मेरा मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर सिंक्रोनस जनरेटर लाइन्स जो आप बेस क्वान्टिटी चुन रहे हैं आप इन सभी क्वान्टिटी को प्रति यूनिट वैल्यू में बदल सकते हैं यह एक बड़ा फायदा है और जब सभी क्वान्टिटी को प्रति यूनिट मूल्यों में परिवर्तित किया जाता है तो आपके सर्किट डाइग्राम में विभिन्न वोल्टेज लेवल गायब हो जाएंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि जनरेटिंग स्टेशन पर मान लीजिए कि आपका वोल्टेज जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज से 106 kV तक बढ़ गया है 106 kV to 220 kV फिर 220 kV लाइन से फिर 220 kV कहकर जाएंगे 132 kV फिर 13266 kV फिर 6633 kV और ऐसे ही फिर हम वितरण प्रणाली को डाउनस्ट्रीम करेंगे इसलिए इन सभी वोल्टेज लेवल का उल्लेख करने के बजाय यदि आप एक उचित आधार चुनते हैं और तदनुसार सभी वोल्टेज को बदल दिया जाएगा तो आपके सर्किट में आपके सर्किट डाइग्राम में वोल्टेज कि वोल्टेज लेवल मेरा मतलब है कि विभिन्न वोल्टेज लेवल गायब हो जाएंगे यह एक बड़ा फायदा है तो यह इतना होगा कि इन सभी चीजों को साधारण इम्पीडेंस द्वारा रिप्रेसेंट किया जा सकता है तो प्रति यूनिट क्वान्टिटी per unit quantity actual quantitybase value of quantity यह समीकरण 2 है तो इसका मतलब है हम चीजों को डाइमैन्शनलेस बना रहे हैं और तदनुसार विवेकपूर्ण रूप से आपको यह करना होगा जैसे कि पर यूनिट सिस्टम में बदलने के बाद सभी इलैक्ट्रिक लॉं मान्य होंगे तो मान लीजिए कि SpuS SB S एक कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटी है लेकिन 𝑺𝑩 एक रियल क्वान्टिटी है हम उस पर आ जाएंगे इसी प्रकार VpuV VB 𝑺𝑩 बेस पावर है 𝑽𝑩 बेस वोल्टेज है इसलिए V VB यह प्रति यूनिट मे होगा इसी तरह प्रति यूनिट करंट IpuI IB 𝑰𝑩 बेस करंट और ZpuZ ZB 𝒁𝑩 भी बेस इम्पीडेंस है 𝑺𝑩 𝑽𝑩 𝑰𝑩 और 𝒁𝑩 ये सभी रियल क्वान्टिटी हैं यह समीकरण 3 है मैंने नामकरण किया है तो वास्तव में जहां S सामान्य रूप से वह आपकी S एप्परेंट पावर है जो वोल्ट एम्पीयर या किलोवोल्ट एम्पीयर या मेगा वोल्ट एम्पीयर है जो VA kVA या MVA है V वोल्टेज है जो वोल्टेज में या kV में हो सकता है I करेंट एम्पीयर या किलो एम्पीयर और Z इम्पीडेंस ओमिक मानों में फेसर या कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटी हैं क्योंकि एप्परेंट पावर वोल्टेज करेंट और इम्पीडेंस फेसर या कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटी हैं तो विशेष रूप से वोल्टेज और करेंट वे वास्तव में फेसर क्वान्टिटी हैं और इसीलिए इसे या तो फेसर या कॉम्प्लेक्स लिखा गया है और आपके डेनोमिनेटर्स उदाहरण 𝑺𝑩 𝑽𝑩 𝑰𝑩 और 𝒁𝑩 सभी हमेशा वास्तविक संख्या हैं जो वास्तविक क्वान्टिटी हैं पर यूनिट सिस्टम को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए न्यूनतम फेस जोड़ी चार बेस क्वान्टिटी की आवश्यकता होती है जो वोल्टेज करेंट आपके इम्पीडेंस और पावर ये चार क्वान्टिटी आवश्यक हैं इसलिए दो इंडिपेंडेंट बेस वैल्यू को पावर सिस्टम में एक बिंदु पर आरबिटरेरीली चुना जा सकता है कम से कम आपको दो बेस वैल्यू का चयन करना होगा आम तौर पर हमने देखा है कि हम दो चीजों को चुनते हैं एक बेस है आपका वोल्ट एम्पीयर एक और बेस वोल्टेज है ये दो आम तौर पर हम चुनते हैं तो आमतौर पर 3 फेस बेस वोल्टेज 3 फेस बेस वोल्ट एम्पीयर SB या B जो MVA बेस है और लाइन से लाइन बेस वोल्टेज VB या kV बेस का चयन किया जाता है आम तौर पर MVA बेस या लाइन टू लाइन वोल्टेज kV बेस आमतौर पर हम पहले चयन करते हैं बेस क्वान्टिटी के लिए ये वास्तव में किसी भी सिस्टम के लिए हैं इसलिए पर यूनिट सिस्टम में इलैक्ट्रिकल लॉ के मान्य होने के लिए अन्य बेस वैल्यू के लिए निम्नलिखित संबंधों का उपयोग किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए बेस MVA एक 3 फेस 3 फेस बेस वोल्ट एम्पीयर है मैं आपको बताता हूं कि यह आपका 3 फेस वोल्ट एम्पीयर है और यह बेस वोल्टेज लाइन से लाइन वोल्टेज है और बेस इम्पैक्ट एक 3 फेस बेस वोल्टेज है MVA इसका मतलब है कि 3 Bcurrent IB MVA base B यह है कि IB बेस करंट के बराबर है यहां से आप MVABase3B गणना कर सकते हैं सफ़िक्स B बेस के लिए हर जगह इस्तेमाल होता है यह समीकरण 4 है और ZB KVB3 IB क्योंकि kV बेस लाइन टू लाइन वोल्टेज यानि यह kV बेस आप इसे √𝟑 से विभाजित करते हैं इसलिए यह फेज बेस वोल्टेज भागित 𝑰𝑩 होगा यह समीकरण 5 है यह बेस इम्पीडेंस है अब 𝑰𝑩 के लिए सब्स्टीट्यूट समीकरण 4 से यह 𝑰𝑩 यह 𝑰𝑩 समीकरण 4 से आप यहां सब्स्टीट्यूट करते हैं यह 𝑰𝑩 आप यहां सब्स्टीट्यूट करते हैं यदि मैं यहां सब्स्टीट्यूट करता हूं यदि आप 𝑰𝑩 सब्स्टीट्यूट करेंगे तो आपको ZB B2MVAB मिलेगा यह समीकरण 6 है यह यूनिट Ω है यह यूनिट Ω है ध्यान दें कि पर यूनिट वैल्यू में व्यक्त फेस और लाइन क्वान्टिटी समान हैं और सर्किट लॉ मान्य हैं यह सच है अब पावर SPUVPU IPU के बराबर है तो यह कोंजुगेट क्यों आता है मैं इस पर उस समय आऊंगा जब हम आपके लोड फ्लो स्टडीस का अध्ययन करेंगे यह कोंजुगेट आपके पावर फेक्टर एंगल को पकड़ने के लिए आता है जब वोल्टेज और करेंट विशुद्ध रूप से साइनसोइडल होती हैं हम लोड फ्लो स्टडीस के लिए आएंगे तो SPUVPU IPU वह SPU पर यूनिट पावर जो कि Ppu jQpu है सभी पर यूनिट VPU पर यूनिट वोल्टेज और IPU यह पर यूनिट करेंट का कॉम्प्लेक्स कोंजुगेट है तो स्टार का मतलब है कि यह कॉम्प्लेक्स कोंजुगेट है और साथ ही VPUZPU IPU यह समीकरण 8 है ये स्टैंडर्ड इलैक्ट्रिकल इक्वेशन हैं अब इसके रेटेड वोल्टेज पर लोड द्वारा खपत की गई पावर को प्रति यूनिट इम्पीडेंस द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है 3 फेस कॉम्प्लेक्स पावर लोड पावर को Sload3Φ लोड सफ़िक्स लोड ब्रेकेट 3 फेस है के रूप में दिया जा सकता है 3 फेस पावर 3V फेस वोल्टेज IL स्टार लोड करेंट का कॉम्प्लेक्स कोंजुगेट 9 है जहां Sload3Φ 3 फेस कॉम्प्लेक्स लोड पावर Vphase फेस वोल्टेज और IL प्रति फेस लोड करेंट IL का कॉम्प्लेक्स कोंजुगेट है तो लोड पावर को भी इस की तरह बनाया जा सकता है यह समीकरण 9 है Vphase IL यह एक फेस लोड फेस करेंट प्रति फेस करेंट है तो यह थ्री फेस के लिए है इसलिए 3 से गुणा किया जाता है जो समझने योग्य है अब फेस लोड करेंट IL Vphase ZL के रूप में दिया जा सकता है यह लोड इम्पीडेंस है यह समीकरण 10 है जहां 𝒁L लोड इम्पीडेंस प्रति फेस है इसलिए समीकरण 9 में समीकरण 10 से 𝑰𝑯 को सब्स्टीट्यूट करते हुए इसका मतलब है कि समीकरण 9 में यहां आप 𝑰𝑯 को सब्स्टीट्यूट करते है अर्थात Sload3ϕ3Vphase यह कोंजुगेट है यह Vphase के बराबर है मतलब VphaseZL कोंजुगेट तो Vphase गुणित Vphase 3magnitude Vphase2ZL होगा मुझे आशा है कि आपको पता है कि यह Vphase V V गुणित V कोंजुगेट V2 के बराबर है तो Vphase गुणित Vphase में मेग्नीट्यूड Vphase2ZL है इसका मतलब है इसका मतलब है Z का मतलब है ZL यहां मैं आपके लिए लिख रहा हूं की Sload3ϕ3Vphase2ZL इसका मतलब है ZL3Vphase2Sload3ϕ इसका मतलब है ZL 3 के बराबर है यह वोल्टेज मेग्नीट्यूड है तो उस वर्ग से निपटने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर हम दोनों पक्षों पर कोंजुगेट लेते हैं तो आप दोनों तरफ कोंजुगेट लेते हैं यह आपके कोंजुगेट लोड 3 फेस होगा तो इसका मतलब है यह समीकरण हम इस समीकरण को लिख रहे हैं जो हम यहां लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं ZL3Vphase voltage2Sload3ϕ इसका मतलब है कि दोनों पक्षों के ZL का कोंजुगेट ले यह एक रियल क्वान्टिटी है इसलिए इससे कोई लेना देना नहीं है तो 3Vphase2 लेकिन यह एक कॉम्प्लेक्स क्वान्टिटी है इसलिए Sload3ϕ ठीक है इसलिए हम ZL 3 आपके मेग्नीट्यूड Vphase2Sload3ϕ समीकरण संख्या 11 को लिख रहे हैं तो प्रति यूनिट लोड इम्पीडेंस Zpu ZL ZB दिया जा सकता है जैसा कि यह समीकरण 12 है अब समीकरण 11 से ZL को सब्स्टीट्यूट करते है और 𝒁𝑩 समीकरण 6 से समीकरण 12 में इसलिए समीकरण से आपके समीकरण 11 से यह इस ZL की अभिव्यक्ति है यह समीकरण 11 है इस ZL को आप यहां सब्स्टीट्यूट करते हैं और समीकरण 6 से समीकरण 6 से इस 𝒁𝑩 2 बेस भागित B2MVAB6 आप समीकरण 12 में सब्स्टीट्यूट करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका यह Zpu3Vphase2magnitude squareSload3ϕMVABB2 ऐसा हो जाएगा यह समीकरण 13 है तो अब मेग्नीट्यूड V लाइन से लाइन वोल्टेज L L मैंने इसे फेस वोल्टेज के फेस वोल्टेज मेग्नीट्यूड के √𝟑 गुना के बराबर बनाया है इसका मतलब है कि इसे दोनों तरफ से स्कवेर करें और इस तरफ लाएं तो 3magnitude Vphase2magnitude VL L2 यह समीकरण 14 है यह समीकरण 14 है और समीकरण 13 और 14 का उपयोग करने के बाद इसका मतलब है कि ये 3Vphase2 मेग्नीट्यूड VL L2 के बराबर हैं आपके द्वारा सब्स्टीट्यूट इस 3 phase Vphase2 को VL L2 द्वारा रिप्लेस करे क्योंकि यह इस के बराबर है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो यह ZpuVL L2B2MVABSload3ϕ होगा तो इसे सरल बनाएं यह इसके जैसा होगा अब यहाँ आपका जिसे आप कहते हैं वह वास्तव में VL L2B2 गुणित यह एक इसे एक 1Sload3ϕMVAB के रूप में लिखा जा सकता है यह समीकरण मैं दाहिने हाथ तरफ लिख रहा हूं आपकी समझ के लिए इसका मेग्नीट्यूड VL L2B2 ठीक है और यह हमारे पास है इस भाग को हम 1Sload3ϕMVAB लिख रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में हम लाइन से लाइन वोल्टेज मेग्नीट्यूड भागित 2 गुणित Sload3ϕMVAB लिख रहे हैं और यह आपका मतलब है हम इस भाग को इस S स्टार को लिख रहे हैं जो कोंजुगेट लोड है अब pu 3 फेस का कोई सवाल नहीं क्योंकि यह हिस्सा बेस से विभाजित है यही कारण है कि यह pu है और यह भी VL LKVB है तो यह भी Vpu है यह आप वास्तव में मेग्नीट्यूड 2 S2 लिख रहे हैं यह कोंजुगेट है जो प्रति यूनिट पावर लोड करता है यही कारण है कि यह Zpu बराबर है हम इसे लिख रहे हैं समीकरण ZpuVpu2Sload इसके बराबर है यह समीकरण 15 है इसलिए इस भाग की सरल गणना आपकी समझ में आने वाली समझ के लिए यहां की गई है किZpuVpu2Sload यह कोंजुगेट लोड है और यह प्रति यूनिट लोड है लोड प्रति यूनिट लोड करें लेकिन यह कोंजुगेट है यह समीकरण 15 है